सभी को नमस्कार हमने एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण पर चर्चा शुरू की और हमने कुछ प्रकार की तकनीकों को देखा था जिनके द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल इक्वीवेलेंट में परिवर्तित किया जा सकता है हम सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन आधारित ADC रैंप आधारित ADC सिंगल रैंप डुअल ट्रेस जैसी कुछ और तकनीकों को देखेंगे जो डबल रैंप और डेल्टा सिग्मा लेती हैं अक्सर इसे सिग्मा डेल्टा ADC भी कहा जाता है इसलिए अंतिम कक्षा में जब हमने समाप्त किया तो हमने चर्चा की थी कि कंटीनुयस एप्रोक्सिमेशन कंटीनुयस ट्रैकिंग टाइप के एडीसी अच्छे है लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि यदि एकाधिक इनपुट है तो एक मल्टीप्लेक्सिंग योजना का उपयोग करके परिवर्तित करने की आवश्यकता है तो यह बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह लॉक करता है इसका ट्रैकिंग पार्ट खो देता है और इसे शुरुआत से शुरू करना होता है जो बहुत फायदेमंद नहीं है तो लोगों ने किसी अन्य विधि के बारे में सोचा ऐसी एक विधि को सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन कहा जाता है तो इस मामले में हम क्या करते हैं हम ऐसी योजना का पालन करते हैं जो इस विशेष डाइग्राम में दिखाई गई है तो हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है इसलिए जब यह काउंटर शुरू होता है जो हमारे पास है जो अंतिम वैल्यू को संग्रहीत करता है तो यह काउंटर शुरू में सभी 0 के साथ रीसेट किया गया है तो यह इसकी शुरुआत है ठीक है फिर कंट्रोल लॉजिक ऐसा है कि काउंटर का सबसे महत्वपूर्ण बिट 1 पर सेट है काउंटर का MSB 1 पर सेट है तो जब MSB 1 के लिए सेट है तो इस विशेष मामले में यह 8 हो जाता है तो संबंधित DAC का आउटपुट तो यह काउंटर इस लेडर और अन्य चीजों से गुजरेगा और DAC आउटपुट डिजिटल इक्वीवेलेंट में जनरेट होंगा तो इसकी एनालॉग इनपुट के साथ तुलना की जाएगी तो यह MSB 1 मूल रूप से जो कुछ भी है आपकी फुल रेंज है उसको आधे हिस्से में विभाजित करता है तो यह रेंज अब आधी कर दी गई है तो आधा वोल्टेज तो यह अगर फुल रेंज V है इसलिए V भागित 2 अब एनालॉग इनपुट वोल्टेज के साथ तुलना की जा रही है तो अब यदि Vin V भागित 2 से अधिक है तो आप इस तरह से जाते हैं और यदि Vin V भागित 2 से कम है तो आप दूसरे रास्ते पर जाते हैं अब यदि Vin V भागित 2 से अधिक है तो इसका क्या अर्थ है काउंटर डिजिटल इक्वीवेलेंट इस वैल्यू से अधिक है जो अब वर्तमान में रजिस्टर में संग्रहीत किया गया है 1 ट्रिपल 0 पर्याप्त नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आप अब दूसरे एमएसबी को देखेंगे तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आप दूसरी एमएसबी को 1 बना लेंगे लेकिन अगर Vin V भागित 2 से कम है तो क्या होगा तो यह वोल्टेज जो काउंटर में संग्रहीत है वह इनपुट वोल्टेज से अधिक है तो आप क्या करते हैं हम इसे 1 बनाते हैं यह MSB जो 1 था हमने इसे रीसेट किया ठीक है तो यह 0 हो जाता है और हम अगला MSB 1 बनाते हैं क्या यह ठीक है तो यह इस तुलना में किया जाता है और वैल्यू की सेटिंग को 1क्लॉक साइकल में किया जाएगा तो अगला जब यह 1100 है तो यह 1 है फिर से हम एक तुलना करते हैं इसी तरह की तुलना यदि इनपुट वोल्टेज इससे अधिक है तो यह इस दिशा मे जाएगा और यदि इनपुट वोल्टेज इससे कम है तो हम इस दिशा में जाएंगे तो यह है कि यह कैसे चलता है और हम एक उदाहरण देख सकते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा तो यह इस पीले रंग में चिह्नित है तो इनपुट वोल्टेज उस रेफेरेंस वोल्टेज के बारे में क्या है जिसके बारे में हम 10 भागित 16 के बारे में बात कर रहे थे तो यह फ्रेक्शन है क्योंकि 4 बिट्स 1 अपऑन 16 फ्रेक्शन और 11 है इसलिए यह इस मान के भीतर है तो निश्चित रूप से यह 8 से अधिक है इसलिए यह इस तरह से जाता है तो यह 12 से कम है इसलिए यह इस तरह से जाता है फिर यह इस दिशा में जाता है 1010 ठीक है तो यह उस से अधिक है 10 गुणित Vref से अधिक है ठीक है तो यह इस दिशा में जाएगा ठीक है तो जब यह इस दिशा से अधिक है तो दो संभावनाएं हैं 1011 और 1010 ठीक है और फिर यह 11 हो जाएगा तो यह आपका 11 है लेकिन यह 11 से कम है इसलिए आखिरकार यह वही है जो हमें मिलता है क्या यह स्पष्ट है तो एक ही बात जो हम चर्चा कर रहे थे एक ही उदाहरण समान उदाहरण आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कैसे प्राप्त किया जाता है या यह प्राप्त किया जाता है या यह प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यह एक ऐसा उदाहरण है और पहला मान 0000 होगा इसका मतलब यह है कि इसमें 0 गुणित 0 वोल्टेज है और V इनपुट वोल्टेज Vref भागित 16 है तो यह सब शून्य मामला है और बाकी मामले ऐसे हैं तो अगर आप यह समझ गए हैं तो बाकी चीजें सरल हैं इसलिए हमने जो भी इस बारे में चर्चा की है वह अब इस लॉजिक ब्लॉक में दे दिया गया है ठीक है तो यह सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन रजिस्टर है जहां आप जानते हैं कि ये MSB क्रमिक रूप से सेट हैं और यह कंट्रोल लॉजिक है तो यह आप जानते हैं कि यह इनिश्यल स्टार्ट सिग्नल आता है और पहला एमएसबी सेट है संबन्धित डीएसी आउटपुट लेता है और एनालॉग इनपुट के साथ तुलना करता है जिस तरह से हम उस उदाहरण को देख रहे थे और जब एंड ऑफ कन्वर्शन आता है तो यह सिग्नल दिया जाता है बाहर आता है और आप जानते हैं कि अगला रूपांतरण आरंभ हो सकता है और उस समय जो कुछ भी रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है वह अंत में लैच किया गया है ठीक है और यह संबंधित डिजिटल आउटपुट है ठीक है तो n बिट ADC को n द्विभाजन की आवश्यकता होगी जिसे हमने अभी देखा है तो इसका मतलब है कि n पुनरावृत्ति की आवश्यकता होगी और प्रत्येक पुनरावृत्ति के लिए 1 क्लॉक साइकल होना चाहिए इसलिए जब 1 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक के साथ 10 बिट कनवर्टर के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो रूपांतरण 10 माइक्रोसेकंड में पूरा होता है प्रत्येक क्लॉक में 1 माइक्रोसेकंड की आवश्यकता होती है इसलिए 10 क्लॉक साइकल का मतलब 10 माइक्रोसेकंड ठीक है और यहाँ हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम रूपांतरण समय पर विचार कर रहे हैं जो बहुत कम है बहुत ही कम है तो अन्य डिले जो सर्किट में होती है जैसे लेडर का सेटलिंग टाइम कम्पेरेटर डिले मल्टीप्लेक्स का स्विचिंग समय इन सभी चीजों को गिनना आवश्यक है ठीक है और एक साथ वास्तविक रूपांतरण समय जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वह आपको पता है महत्व का हो जाता है ठीक है तो यह सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन रजिस्टर था सक्सेसिव एप्रोक्सिमेशन आधारित ADC जो बहुत लोकप्रिय है यह स्वाभाविक रूप से कम लागत के है अब हम एक और विधि को देखते हैं जहां हम रैंप सिग्नल का उपयोग कर रहे हैं अब इसके कुछ लाभ है यह थोड़ा धीमा है लेकिन इसके कुछ लाभ है जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे तो सबसे पहले यह देखें कि यह कैसे काम करता है तो यह एक op amp है OA का अर्थ है Op Amp ok यह op amp है और यह इंटीग्रेटर मोड में काम कर रहा है और फिर इसका आउटपुट इस सूत्र द्वारा दिया गया है तो बेसिक ऑप एम्पbasic op amp एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपने अध्ययन किया है में आपने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखा है तो आउटपुट कुछ इस तरह है ठीक है और यह एनालॉग इनपुट है जो तब स्थिर रहता है जब आप ए से डी रूपांतरण में इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं याद रखें कि इन सभी मामलों में क्योंकि इनमें से प्रत्येक प्रकार के एडीसी की आवश्यकता के लिए हम एक सेंपल और होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो एनालॉग वोल्टेज वहाँ है इसे सैंपल करने और इसे कैपेसिटर में रखने के लिए जिसे हम जानते हैं इसी तरह की बात हम डीएसी में चर्चा कर चुके हैं इसलिए रूपांतरण के समय इनपुट स्थिर रहता है यह नहीं बदलता है तो आपको पता है कि आउटपुट गलत हो जाएगा इसलिए हम उस हिस्से पर विचार करते हैं इसलिए यह Vi है इसे हम रूपांतरण समय के दौरान स्थिर के रूप में विचार कर सकते हैं और क्या हो रहा है जब Vi स्थिर है समय के संबंध में RC कोंस्टेंट है तो यह इस तरह बदलता है यह इस तरह बढ़ता है ठीक है अब आप इस वेवफ़ोर्म को देखते हैं यदि हम इसे एक कम्पेरेटर को भेजते हैं तो जिस तरह की वेवफ़ोर्म हमने पहले भेजी थी DAC से काउंटर के माध्यम से उसकी तुलना मे वे स्टेयर केस टाइप की वेवफ़ोर्म थे और यह लगातार बढ़ती हुई है इस तरह की तो यह एक ऐसी चीज है जिसे हम एक अंतर के रूप में नोट करते हैं अगर हम एडीसी डिजाइन में इसका उपयोग कर रहे हैं ठीक है अब यह स्लोप इस तरह है Vi भागित RC जो स्थिर रहता है लेकिन एक इशू यह है जब हम इस समय का उपयोग डिजिटल इक्विवेलेंट की गणना के लिए कर रहे हैं तो यह अनुपात नहीं बदलना चाहिए लेकिन आप जानते हैं कि R और C वैल्यू तापमान या कुछ पर्यावरणीय स्थिति और सभी के साथ बदलता है तो फिर इस तरह की व्यवस्था थोड़ी समस्याग्रस्त हो जाती है इसलिए यह हम इनहेरेंट लिमिटेशन के रूप में जानते हैं और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं तो यहाँ एक सिंगल रैंप एडीसी व्यवस्था है तो शुरू में ये डिकेड काउंटर हैं ये तीन 3 डिकेड काउंटर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं इसलिए शुरूआत में जब आप शुरू करते हैं तो यह रीसेट है तो ये काउंटर सभी रीसेट हैं आप इस रीसेट सिग्नल को वहां जाता देख सकते हैं और उसके बाद तो यह आपका कम्पेरेटर है और यह रैंप जनरेटर है सर्किट जिसे आपने अभी देखा है तो यह विशेष रैंप जनरेटर शुरू में रीसेट है और फिर यह आप जानते हैं की यह रैंप जनरेट कर रहा है जिस तरह से आप यहां देखते हैं और यह आपका एनालॉग इनपुट वोल्टेज है इसलिए यह आपका Vx है और जब भी यह रैंप वोल्टेज इस तक जाता है तो कंपेरेटर्स स्विच करते हैं ठीक है इसलिए यह कंपेरेटर हाइ रहता है क्योंकि एनालॉग इनपुट वोल्टेज रैंप आउटपुट की तुलना में अधिक है जो कंपेरेटर के नेगेटिव टर्मिनल पर है कंपेरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर तो यह हाइ रहता है और जब भी यह अधिक होता है यह लो हो जाता है तो जब यह लो होता है तो क्लॉकिंग बंद हो जाती है आप देख सकते हैं कि यह काउंटर के लिए क्लॉकिंग है तो काउंटर पर क्लॉकिंग बंद हो जाती है क्या यह ठीक है तो जब भी जब तक यह हाइ रहता है यह Vc हाइ रहता है इसका मतलब है कि रैंप आउटपुट एनालॉग इनपुट वोल्टेज से कम है क्लॉकिंग यहां आती है और काउंटर शुरू होता है - काउंटर बढ़ रहा है ध्यान दें कि यह काउंटर वैल्यू हम डीएसी के माध्यम से कंपेरेटर के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं हम इसके बजाय रैंप का उपयोग कर रहे हैं तो यह काउंटर आउटपुट पिछले मामले के विपरीत DAC के माध्यम से कंपेरेटर को नहीं दिया जाता है तो काउंटर आउटपुट वास्तव में एनालॉग इनपुट के डिजिटल इक्वीवेलेंट के साथ आने के लिए इस दिशा में जा रहा है ठीक है इसलिए एक बार जब यह पहुँच जाता हैं तो यह इस विशेष बिंदु पर पहुंच जाता है और यह क्लॉकिंग बंद हो जाती है तो यह वही है जिसे आप देखते हैं कि क्लॉकिंग बंद हो जाती है कंट्रोल लॉजिक द्वारा एक स्ट्रोब सिग्नल जनरेट होता है तो यह स्ट्रोब सिग्नल जिसे आप यहां देखते हैं यह इन काउंटर आउटपुट को लेच करता है फ्लिप फ्लॉप के सेट तक ठीक है तो यह वही है जो आप यहाँ देख रहे हैं ठीक है इसलिए यह तब तक लेच रहेगा जब तक कि अगला स्ट्रोब सिग्नल नहीं हो जाता और यह आउटपुट अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिकोडर के माध्यम से यह 7 सेगमेंट डिस्प्ले और काउंटर आउटपुट जो डिजिटल इक्वीवेलेंट है में जाता है हम एनालॉग इनपुट का एक उदाहरण देखेंगे जो यहां पर प्रदर्शित होगा जिसे यहां प्रदर्शित किया जाएगा तो आइए देखें कि आप कैसे जानते हैं कि यह कुछ नंबरों का उपयोग करके काम करता है तो यदि आपका रैंप 1 मिली वोल्ट प्रति माइक्रो सेकंड है तो इस तरह का रैंप आपके पास है और क्लॉक आपका 1 मेगाहर्ट्ज़ है क्लॉक 1 मेगाहर्ट्ज़ है और Vx 345 मिलीवोल्ट है फिर कितने क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी तो रीसेट करने के लिए 345 क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी क्या यह ठीक है तो Vx 345 मिलीवोल्ट है इसलिए 345 आप जानते हैं कि माइक्रोसेकंड समय की आवश्यकता होगी 1 मिलीवोल्ट प्रति माइक्रोसेकंड की और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्लॉक 1 माइक्रो सेकंड के रूप में है 1 मेगाहर्ट्ज़ ठीक है तो प्रत्येक क्लॉक 1 माइक्रोसेकंड है इसलिए 345 मिलीवॉल्ट 345 माइक्रोसेकंड और 345 क्लॉकिंग जो यहाँ हो रही है तो यह विशेष काउंटर 345 वैल्यूदिखाएगा जो लेच हो रहा है और यह यहाँ पर आएगा यह स्पष्ट है इसलिए आपको इन वैल्यूको उचित रूप से सेट करना होगा या उचित डिकोडिंग या मैपिंग करना होगा यदि अन्य मान सेट हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन मामलों में यह रैंप स्लोप महत्वपूर्ण है और R और C का मान स्थिर रहने की आवश्यकता है अगर यह बदलता है तो 345 346 या 347 हो जाएगा या कम ठीक हैं इसलिए यह चिंता का कारण है कि हम त्रुटि में योगदान देंगे तो लोगों ने ऐसे मामले डुयल ट्रेस एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर के उपयोग के बारे में क्या सोचा है ठीक है तो यहाँ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि शुरुआत में यह सर्किट है तो यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज है तो पहले रैंप इस भाग मे जनरेट किया जाता है यह इन्वर्टिंग है इसलिए रैंप नेगेटिव दिशा में होगा तो यह इंटीग्रेटर ऑप एम्प है जिसे आप देख सकते हैं इसे पहले देखा है इस Vx के आधार पर एक निश्चित समय t1 के लिए रैंप जनरेट होता है और आप जानते हैं इस Vx के मान के आधार पर यह यहाँ या यहाँ आएगा या किसी अन्य स्थान पर तो यह वही है जो स्लोप Vx भागित RC तय कर रहा है Vx भागित RC अगर Vx अधिक है या Vx कम है तो यह पॉइंट अलग अलग होगा अभी तो यहीं है यहीं रहेगा या यहीं रहेगा क्या यह ठीक है तो यह पहला भाग है तो इस बात पर निर्भर करते हुए यह यहाँ कहीं आएगा और उसके बाद यह टर्म इसलिए t1 फ़िक्स्ड है यह एक रेफेरेंस वोल्टेज पर स्विच करता है तो यह एक फ़िक्स्ड रेफेरेंस वोल्टेज है यह एक नेगेटिव रेफेरेंस वोल्टेज है तो यह नेगेटिव है और यह भी नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव यह पॉज़िटिव बन रहा है इसलिए यह अब ऊपर की दिशा में जाएगा तो यहाँ यह यहाँ से शुरू हो रहा है अगर Vx कम था तो यह यहाँ से शुरू होगा Vx अधिक था तो यह यहाँ से शुरू होगा लेकिन इस मामले में जो कहा जाता है यह रेफेरेंस वोल्टेज फ़िक्स्ड है तो यह अलग अलग समय लेगा इसलिए अगर यह यहाँ से शुरू हो रहा है तो यह इस t2 को ले रहा है अगर यह यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि यह स्लोप समान है यह यहाँ से एक छोटे t2 पर पहुँच जाएगा यह यहाँ से शुरू होता है यह वहाँ से एक बड़े t2 तक पहुँचता है तो यह t2 मुझे इस बारे में एक आइडिया देता है कि Vx क्या था ठीक है और अगर हमें t2 का एक डिजिटल इक्वीवेलेंट मिलता है तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप जान सकते हैं जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज के रिप्रेसेंटेशन के रूप में दिखाया गया है तो यह वही है जो यहाँ पर कन्सिडरकिया जाता है और फायदा क्या है बेशक समय की आवश्यकता एक पहलू है क्योंकि आप जानते हैं हम हमेशा यह t1 बना रहा है इसलिए इसे Vx के अधिकतम मूल्य पर जाने की जरूरत नहीं है तो कुछ निश्चित वैल्यू Vx का कुछ फ्रेक्शन पर्याप्त है और दूसरी बात यहाँ पर आप यह रिलेशनशिप देख सकते हैं तो यह है यह Vc तक जा रहा है जो Vx भागित RC गुणित t1 है और अन्य मामले के लिए Vc VR भागित RC गुणित t2 के बराबर है यह रेफेरेंस वोल्टेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है तो जब आप उन्हें एक साथ रख रहे हैं तो RC और RC दोनों ओर से रद्द हो जाता है और यह वह रिलेशनशिप है जो आपको मिल रहा है तो VR ज्ञात है रेफेरेंस वोल्टेज और t1 भी ज्ञात है इसलिए Vx हम t2 से प्राप्त कर सकते हैं तो एक तरफ यह RC अगर यहाँ तापमान और अन्य चीजों के कारण R और C की वैल्यू मे बदलाव आता हैं तो उसी तरह यह दूसरे पक्ष को भी प्रभावित करेगा तो इस तरह से इस बदलाव को इस विशेष व्यवस्था के द्वारा कुछ अर्थों में ध्यान रखा गया है तो यह वही है जो हम डुयल ट्रेस एडीसी में देख सकते हैं तो यहाँ अगर हम अरेंजमेंट को देखते हैं डुयल ट्रेस एडीसी सर्किट अरेंजमेंट तो कुछ चीजें जो हम देख सकते हैं जो कि सिंगल ट्रेस ADC के समान है सिंगल स्लोप ADC जिसे हमने पहले देखा था तो यह लेच है ठीक है यह 7 सेगमेंट डिस्प्ले है 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर डिस्प्ले यह इसकी स्ट्रोबिंग है जब भी यह काउंट पूरा हो रहा है तो शुरू में आप क्या देखते हैं यह आपके द्वारा ज्ञात t1 की गिनती है निश्चित समय जो हो रहा है और यह कंट्रोल ब्लॉक है जो स्विचिंग कर रहा है तो Vx से रेफरेंस वोल्टेज और इस कम्पेरेटर से ठीक है हम देख सकते हैं कि क्लॉकिंग होगी जिस तरह से हमने इसे पहले देखा था और अंतिम सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा और वास्तविक गिनती जो कि t2 के लिए हो रही है यह वही है जो हमने पिछले सिंगल रेंप अरेंजमेंट के मामले में देखा है तो कम्पेरेटर अब 0 के साथ कम्पेअर कर रहा है क्योंकि यह नीचे आ रहा है और फिर उपर जा रहा है इसलिए यह एनालॉग वोल्टेज इनपुट जो हमारे पास पिछले मामले में था सिंगल रैंप मामले में की तुलना में यहां एक निश्चित 0 है तो सर्किट के इस हिस्से के लिए बाकी चीजें समान हैं इसलिए क्लॉक आदि सभी चीजों को निष्क्रिय करना उसी तरह है जैसे हमने इसे कंट्रोल लॉजिक में पहले देखा था ठीक है अब यदि आप एक उदाहरण लेते हैं तो कुछ संख्याएँ कैसी दिखती हैं तो अगर आप 1 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक लेते हैं इसका मतलब है कि 1 माइक्रोसेकंड समय अवधि है और रेफरेंस वोल्टेज माइनस 1 वोल्ट है t1 तय है 1000 माइक्रोसेकंड रेफरेंस वोल्टेज भी तय है और यह नेगेटिव है तो माइनस 1 वोल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और RC टाइम कोंस्टेंट 1 मिलीसेकंड है और इनपुट वोल्टेज वह एनालॉग इनपुट वोल्टेज जिसे हम डिजिटल इक्वीवेलेंट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं 125 वोल्ट है फिर यह कैसे काम करता है तो समय t1 में Vc इस टाइम कोंस्टेंट के कारण 1 मिलीसेकंड हो जाता है तो यह माइनस 125 वोल्ट तक जाएगा आप गणना कर सकते हैं और t2 स्लोप के लिए यह 1 वोल्ट है इसलिए 1 वोल्ट प्रति मिलीसेकंड इस टाइम कोंस्टेंट के कारण 1 वोल्ट प्रति मिलीसेकंड ठीक है और फिर t2 की आवश्यकता होगी 12 वोल्ट से माइनस 125 वोल्ट इसे 0 पर जाना है इसलिए 125 को 1 से विभाजित किया गया है तो 1250 माइक्रो सेकंड तो अब काउंटर इस काउंटर में 1250 मान होगा क्योंकि इतनी सारी क्लॉकिंग हुई है कि प्रत्येक क्लॉकिंग 1 मिक्रोसेकंड है इसलिए इसके आउटपुट पर जब यह होता है तो आप जानते हैं स्ट्रोब आता है और इसे लैच किया जाता है यहां 1250 दिखाई देगा इसलिए आउटपुट अगर एक दशमलव अंक है तो 125 ठीक है इसलिए वोल्ट जो यह दिखाएगा तो यह वह तरीका है जिससे यह काम करेगा लेकिन अगर आप जानते हैं कि कुछ अन्य मान के अनुसार इसी तरह की मैपिंग की जानी चाहिए अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने बताया कि हालांकि यह धीमा है यह इंटीग्रेटर टाइप एप्रोच है लेकिन एनालॉग इनपुट वोल्टेज पर इस एकीकृत कार्रवाई के कारण यदि कोई नोइस है तो यह औसत हो जाता है जिसके लिए यह माना जाता है इस तरह के एडीसी अधिक सटीक और मल्टीमीटर वोल्टमीटर निर्माण वगैरह माप उद्देश्यों के लिए उपयोगी पाए जाते हैं हमने देखा है कि इनका उपयोग किया जाता है एडीसी पर अंतिम विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे डेल्टा सिग्मा एडीसी या सिग्मा डेल्टा एडीसी है इसमे डिजिटल या डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तुलना में अधिक एनालॉग कम्पोनेंट है लेकिन फिर भी यह चर्चा करने लायक है और इसके तरीके भी हैं पाइपलाइन एडीसी की तरह लेकिन यह गुंजाइश से परे है हम आपको एडीसी और डीएसी के काम करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से बताना चाहते हैं इसलिए इसके साथ हम चर्चा के इस भाग का समापन करेंगे तो हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो इसमें यह एनालॉग इनपुट है और इस एनालॉग इनपुट की तुलना एक वोल्टेज के साथ की जाती है जो 1 बिट DAC से आती है इसलिए हमें इस उदाहरण के माध्यम से जानने की आवश्यकता है जो कि यह स्पष्ट करेगा कि यह कैसे काम करता है और इसे रेफरेंस प्लस V या माइनस V मिल गया है और इस उदाहरण में हमने इसे या तो प्लस 1 वोल्ट या माइनस 1 वोल्ट के रूप में लिया है तो यह आप जानते हैं यह एक नेगेटिव फीडबेक के रूप में आता है इसलिए इसका अंतर यहाँ पर आ रहा है तो यह बिंदु C है और फिर इसे इंटीग्रेट किया गया है और फिर एक कनवर्टर है जो कि यह कनवर्टर क्लॉक है जो है यह विशेष सिस्टम एक ओवर सेम्पल्ड सिस्टम है तो एक एनालॉग सिग्नल के लिए एक विशेष सेंपलिंग फ्रिक्वेंसी है जो नाइक्वीस्ट रेट से आना आवश्यक है इसलिए यह उस एक्सटेंट तक ओवर सेम्पल्ड किया जाता है इस तरह के रूपांतरण के लिए यह लगभग 100 गुना है यह आपको पता है और इस आवश्यकता के कारण यह धीमी गति से बदलते सिग्नल के लिए अच्छी तरह से काम करता है लेकिन हम हाइ रिज़ॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं तो इस आंतरिक पहलू का अधिक हिस्सा पृष्ठभूमि सिद्धांत आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा जब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और उन पहलुओं का अध्ययन करते हैं लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दृष्टिकोण से इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि ओवर सेम्पलिंग से हमारा क्या मतलब है - यह सेम्पलिंग की तुलना में बहुत अधिक है नाइक्वीस्ट सेम्पलिंग रेटजो की वहाँ है ठीक है और यह कम्पेरेटर आउटपुट अब इस DAC पर वापस आ रहा है और चूंकि यह एक ओवर सेम्पल्ड केस है अगर आप इसे सर्किट के बाकी हिस्से के साथ बाकी सर्किट के साथ उपयोग करने के लिए सामान्य सेम्पलिंग पर वापस आना चाहते हैं फिर इसे डेसीमेटेड करने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि हर n सैंपल के लिए एक सिग्नल एक सैंपल लिया जाता है जो कि डेसीमेशन की प्रक्रिया है और इसके लिए हमें उस से पहले एक डिजिटल फिल्टर लगाना होगा इसलिए जैसा कि मैंने कहा ये कुछ एडवांस्ड स्टडि का हिस्सा हैं जिन्हें आप बाद में कर सकते हैं यह हम यहाँ पूरा होने के लिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपने ADC लिया है तो यह पूरी व्यवस्था है और हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा तो आइए हम उस प्रारंभिक वोल्टेज 5 भागित 8 वोल्ट पर विचार करें जिसे आप मापना चाहेंगे तो शुरू में आप सभी जानते हैं इस लेच और अन्य चीजों को रीसेट करते है ये सभी 0 हैं इसलिए पहले 5 भागित 8 वोल्ट है फिर चूंकि यह 0 है 5 भागित 8 वोल्ट माइनस 0 है यह C भी 5 भागित 8 वोल्ट है ठीक है फिर यदि आप इसे एकीकृत करते हैं तो पहले का मान 0 था इसलिए यह मान भी 5 भागित 8 है यह कम्पेरेटर के रेफेरेंस वोल्टेज से अधिक है इसलिए आउटपुट 1 है यहां का आउटपुट 1 है ठीक है तो यह 1 के रूप में आ रहा है यह 1 बिट डीएसी है इसलिए यह 1 बिट डीएसी है तो यह लगेगा क्योंकि यह 1 है यह यहाँ प्लस 1 वोल्ट ले जाएगा तो यह है कि पहली रो को कैसे देखा जाता है अब यह प्लस 1 वोल्ट है तो यह प्लस 1 वोल्ट और यह आपका 5 भागित 8 है इसलिए प्लस 1 वोल्ट एक माइनस के रूप में आ रहा है तो यह आपका माइनस है तो 5 भागित 8 माइनस 1 तो यह माइनस 3 भागित 8 है तो पहले यह यहाँ पर 5 भागित 8 था तो यह एकीकृत हो रहा है इसका मतलब है जोड़ा जा रहा है तो 5 भागित 8 प्लस या माइनस 3 बाय 8 तो परिणाम 2 भागित 8 है 2 भागित 8 अभी भी ग्राउंड 0 से अधिक है तो यह अभी भी प्लस 1 है तो अगर यह प्लस 1 है तो यह डीएसी है तो आउटपुट 1 होगा इसलिए यहां आउटपुट 1 है तो यह आउटपुट है यह 5 भागित 8 वोल्ट निर्धारित है आप जानते हैं कि हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह 1 यहाँ पर आ रहा है 1 और यह 5 भागित 8 है इसलिए यदि आप घटाते हैं तो यह फिर से माइनस 3 भागित 8 हो जाएगा इसलिए यह माइनस 3 भागित 8 है और पहले यह माइनस 2 भागित 8 था यह इंटीग्रेटर इसलिए यदि आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो यह माइनस 1 भागित 8 है अब जब यह माइनस 1 भागित 8 है तो कम्पेरेटर आउटपुट 0 है ठीक है तो यह वही है जिसे आप यहां देख सकते हैं और जब यह इस डीएसी के लिए 0 है तो हम हैं यह नेगेटिव रेफेरेंस वोल्टेज है जो माइनस 1 वोल्ट है यह यहाँ पर आ रहा है तो अगर यह माइनस 1 वोल्ट है तो माइनस माइनस प्लस तो 5 भागित 8 प्लस 1 तो यह 13 भागित 8 हो जाएगा तो यह यहीं खत्म हो गया है तो 13 भागित 8 पहले यह माइनस 1 भागित 8 था इसलिए यह एकीकृत हो रहा है यह 12 भागित 8 है तो 12 भागित 8 का मतलब है फिर से यह आपके 0 से अधिक है तो यह क्या है यह प्लस 1 है इसलिए यह इस तरह से निरंतर है आपको समझ में आता है आप जान सकते हैं कि इसके लिए आपको 5 भागित 8 किसी भी अन्य वोल्टेज 3 भागित 8 या 4 भागित 8 कुछ भी है जो आप कर सकते हैं आप समान तरीके से करते हैं और जब आप इसे करते हैं तो आप ये जानते हैं ये 0s और 1s हैं जो आपको मिल रहे हैं तो जैसा कि आपने कहा कि यह 1 बिट एडीसी है जिसे आप देख सकते हैं और यह 1 बिट डीएसी है ठीक है तो यह श्रृंखला यदि आप विचार करते हैं यदि आप इस आउटपुट का औसत इन मूल्यों की एक बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यह औसत मान इस एनालॉग इनपुट के करीब है उदाहरण के लिए आपने ऐसे 16 मामले लिए हैं तो इस मामले में प्लस 1 आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और माइनस 1 3 बार के रूप में गिन सकते हैं तो कुल 13 गुणित 1 है प्लस 3 गुणित माइनस 1 और 16 से विभाजित तो आप 10 भागित 16 देख सकते हैं जो कि 5 भागित 8 है ठीक है यहाँ यह आ रहा है ठीक उसी तरह लेकिन यह फ्रेक्शन और अन्य चीजों के आधार पर आपके पास आ रहा होगा जो आप इस चीज की बड़ी संख्या लेते हैं तो आप इस के एप्रोक्सीमेशन में आएँगे और यह आउटपुट 0s 1s ठीक है तो 1s की डैन्सिटि अर्थात कितने 1s है ठीक हैं उस से आप एनालॉग इनपुट का विचार प्राप्त कर सकते हैं जो कि ठीक है तो यह है कि इस डेल्टा सिग्मा ADC या यह भी कहा जाता है सिग्मा डेल्टा कुछ पाठ में आप जानते हैं तो यह अधिक काम करता है आप इसे सीखेंगे किसी अन्य पाठ्यक्रम में कुछ अन्य संदर्भ में ठीक है इसलिए एक त्वरित तुलना में मैंने कहा कि कुछ संख्याएँ जो हम देखेंगे लेकिन याद रखें कि यह संख्याएँ बदल रही हैं क्योंकि आप प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बहुत तेज़ी से जानते हैं तो डेल्टा सिग्मा यह है - हाइ रिसोलुशन संभव है तो 8 से 32 बिट्स रूपांतरण है और रूपांतरण की गति प्रति सेकंड सेंपल की संख्या अधिकतम के क्रम में 1 मेगा प्रति सेकंड है डुयल ट्रेस 12 20 बिट्स लेकिन यह धीमा है जिसे आप देख सकते हैं यह बहुत धीमा है लेकिन इसमें इस की क्षमता है - नोइस इम्यूनिटी मेरा मतलब है कि आप नोइस की हेंडलिंग ठीक से जानते हैं इसलिए यह इसके बारे में अच्छी बात है सक्सेसीव एप्रोक्सीमेशन 8 से 18 बिट्स लेकिन 10 मेगा सेंपल प्रति सेकंड यह बहुत तेज है लेकिन बिट्स की संख्या इसमे कम है फ्लैश बिट्स की संख्या 10 गीगा सेंपल प्रति सेकंड के लिए थोड़ी छोटी 4 से 12 बिट्स होती है इसलिए यह बहुत तेज है जो कि हमने देखा था और हम भी उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से यह महंगा है और इसके साथ ही हम निष्कर्ष पर आते हैं और बहुत जल्दी हमने देखा है कि सक्सेसीव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी कई इनपुटों को परिवर्तित करते समय कंटिन्युस टाइप एडीसीकी लिमिटेशन को कम करता है यह क्रमिक रूप से वोल्टेज रेंज को आधा में विभाजित करता है n बिट सक्सेसीव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी को रूपांतरण के लिए n क्लॉक साइकल की आवश्यकता होती है सिंगल रैंप एडीसी की स्लोप आर और सी में बदलाव से अत्यधिक प्रभावित होती है और डुयल ट्रेस एडीसी नोइस का औसत निकालते हैं और बेहतर नोइस इम्यूनिटी दिखाते हैं हालाँकि यह धीमा है डेल्टा सिग्मा एडीसी को इनपुट को ओवर सेंपल करने की आवश्यकता है और धीमी गति से बदलते सिग्नल के लिए ठीक काम करता है यह हाइ रिसोल्यूशन प्रदान करता है लेकिन सक्सेसीव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसीऔर फ्लैश टाइप एडीसी की तुलना में धीमा है फ़्लैश टाइप ADC सबसे तेज़ है लेकिन अधिक पावर लेता है और अधिक कॉस्ट होती है धन्यवाद